इस कक्षा में हम थोड़ा और विस्तार से प्राइमल और डुअल का अध्ययन करेंगे हम पहले ऊपरी अनुमान लगाने की प्रक्रिया से गुजरे बिना किसी दिए गए प्राइमल के लिए डुअल की कोशिश करेंगे और लिखेंगे और फिर हम एक तरीका परिभाषित करेंगे जिसके द्वारा किसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए इसे लिखा जा सकता है तो आइए हम उसी प्राइमल के साथ शुरू करते हैं दी गई समस्या को प्राइमल कहा जाता है 10X1 9X2 विषय को 3X13X2 ≤ 21 4X13X2 ≤ 24 X1 X2 ≥ 0 के साथ अधिकतम करें अंतिम कक्षा में हमने इस समस्या के डुअल को लिखा था और इस समस्या के डुअल को 21Y124Y2 विषय को 3Y14Y2 ≥ 10 3Y1 3Y2 ≥ 9 में घटा दिया है Y1 Y2 0 से अधिक या बराबर है अब आमतौर पर चर X का उपयोग प्राइमल में किया जाता है और चर Y का उपयोग डुअल में किया जाता है यह अस्वीकार करने की स्थिति या कुछ भी नहीं है बस यह समझने के लिए कि दो अलग अलग समस्याएं हैं लगातार हम X को प्राइमल के लिए और Y को डुअल के लिए उपयोग करते हैं व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राइमल हमेशा एक अधिकतम समस्या है दी गई समस्या को ही प्राइमल कहा जाता है यदि दी गई समस्या न्यूनतम समस्या है तो प्राइमल एक न्यूनतम समस्या है हम यह भी देखेंगे कि न्यूनतम समस्या के डुअल होने से क्या होता है अब हम इस तालिका को बनाते हैं और हम इस तालिका को उस समस्या के संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं जिसे हमने पहले ही देखा है इसलिए यदि हम इस उदाहरण को देखें तो प्राइमल एक अधिकतम समस्या है प्राइमल एक अधिकतम समस्या है इसलिए प्राइमल एक अधिकतम समस्या है अब हमने देखा कि डुअल एक न्यूनतम समस्या है इसलिए डुअल न्यूनतम है इसलिए जब प्राइमल एक अधिकतम समस्या है तो डुअल एक न्यूनतम समस्या है अब प्राइमल के दो वैरिएबल X1 और X2 हैं ड्यूल में दो बाधाएं हैं ऐसा होता है कि इस प्राइमल के दो चर और दो अवरोध होते हैं इसलिए डुअल में दो चर और दो अवरोध होंगे लेकिन एक प्राइमल चर और एक दोहरी बाधा के बीच एक संबंध है क्योंकि जब हमने यह लिखा तो हमने कहा कि हम पहले को A से और दूसरे को B से गुणा करते हैं जैसे कि 3A 4B ≥ 10 है और वे A और B आखिरकार Y1 और Y2 बन गए और क्योंकि हमारे यहां दो बाधाएं थीं हमने डुअल के लिए दो चर Y1 और Y2 पेश किए इसलिए प्राइमल में बाधाओं की संख्या डुअल में चर की संख्या तय करेगी और इस Y1 और Y2 को परिभाषित करते हुए हम आगे बढ़े और कहा कि 3Y1 4Y2 ≥ 10 3Y1 3Y2 ≥ 9 है इसलिए यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बाधाओं की संख्या डुअल में प्राइमल में चर की संख्या के बराबर होगी इस उदाहरण में यह इसे बहुत अच्छी तरह से बाहर लाने में सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों संख्या में 2 हैं लेकिन अगला उदाहरण जो हम देखेंगे हमारे पास असमान संख्या में चर और अवरोध होंगे और हम यह पहलू बहुत बेहतर तरीके से ला सकेंगे इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि प्राइमल के दो चर X1 और X2 हैं डुअल में दो अवरोध हैं प्राइमल में दो अवरोध होते हैं और डुअल में दो चर होते हैं क्योंकि प्रत्येक बाधा के लिए हम एक चर का परिचय देते हैं क्योंकि इन दो बाधाओं के कारण हमने कहा कि हमारे पास A और B हैं जो बाद में Y1 और Y2 बन गए अब हम यह भी मानते हैं कि प्राइमल के दाहिने हाथ के पक्ष की वैल्यू डुअल के ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मान बन गए हैं तो 21 और 24 21 और 24 इसलिए प्राइमल के दाहिने हाथ का मूल्य डुअल का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान बन जाता है प्राइमल के ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान 10 और 9 डुअल के दायीं ओर बनेंगे तो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू दायीं ओर की साइड वैल्यू बन जाता है अब गुणांक मैट्रिक्स 3X1 3X2 4X1 3X2 यदि इसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया जाता है तो यह 3343 हो जाएगा और हमें पता चलता है कि डुअल के लिए यह ट्रांसपोज़ बन गया है तो 34 पहला कॉलम था यह पहली पंक्ति 34 बन जाएगी 3 3 दूसरा स्तंभ है जो दूसरी पंक्ति बन जाएगा इसलिए पंक्तियाँ स्तंभ बन जाती हैं और कॉलम पंक्तियाँ बन जाती हैं इसलिए इस मैट्रिक्स को A कहा जाता है फिर यहां डुअल में यह A ट्रांसपोज़ बन जाएगा आपने बीजगणित या मैट्रिसेस में सीखा होगा जैसे कि मैट्रिक्स के स्थानांतरण से क्या मतलब है इसलिए एक मैट्रिक्स दिया गया ट्रांसपोज़ एक और मैट्रिक्स है जैसे कि यह है कॉलम पंक्तियों की संख्या के बराबर है पंक्तियों कॉलम के बराबर है और पंक्तियाँ स्वचालित रूप से कॉलम बन जाती हैं तो 33 जो कि पहली पंक्ति है 33 बन जाएगी जो पहली कॉलम है और 43 जो दूसरी पंक्ति है वह 43 हो जाएगी जो दूसरी कॉलम है तो यह प्राइमल डुअल संबंध में पहला कदम है तो अब यह देखे बिना मैं डुअल लिख सकता हूं मैं कह सकता हूँ कि अगर प्राइमल अधिकतम है तो 10 X1 9 X2 इस के अधीन है मैं अब वापस जाऊंगा और कहूंगा कि अगर मेरे पास यह प्राइमल है तो अब अगर मैं डुअल लिखना चाहता हूं तो मुझे दो अड़चनें हैं तो डुअल में दो वैरिएबल Y1 और Y2 होंगे इसलिए जब मेरे पास Y1 और Y2 है तो मैं कहूंगा कि 3Y1 4Y2 ≥ 10 3Y1 3Y2 यह 9 से अधिक या बराबर है ऑबजेकटिव फ़ंक्शन होगा क्योंकि यह अधिकतमकरण है ऑबजेकटिव फ़ंक्शन न्यूनतम होगा इसलिए ऑबजेकटिव न्यूनतम होगा 21Y1 24Y2 और Y1 Y2 ≥ 0 है जो आपको यहां मिलता है इसलिए इस संबंध से हम समझते हैं कि यदि प्राइमल में यह सब है संदर्भ समय 0737 तो डुअल में यह सब होगा मैं भी एक सामान्यीकरण करने जा रहा हूं कि यदि किसी कारण से यह दी गई समस्या है यदि किसी कारण से यह समस्या दी गई समस्या है और यह समस्या प्राइमल हो जाती है यदि यह समस्या प्राइमल हो जाती है जिसे मैं P के रूप में कहता हूं तो मुझे उसी तरह से डुअल लिखने की कोशिश करनी होगी अब इस प्राइमल में दो अड़चनें हैं इसलिए इसके डुअल में दो चर होंगे अब हम उन चरों को X1 और X2 कहते हैं अब 3X1 3X2 ≤ 21 4X1 3X2 ≤ 24 अधिकतम 10X1 9X2 X1 X2 ≥ 0 है तो आप निरीक्षण करते हैं कि यदि यह समस्या प्राइमल हो जाती है तो यह समस्या डुअल बन जाएगी तो हम वापस जाते हैं और सामान्यीकरण करते हैं कि यदि यह प्राइमल है तो प्राइमल एक न्यूनतम है डुअल अधिकतम है प्राइमल प्राइमल में बाधाओं की संख्या डुअल में चर की संख्या के बराबर है और एक ही तालिका लागू है अब यदि हम वापस जाते हैं और यदि हमें एहसास होता है कि हमने क्या किया है तो यह सब ठीक है या यह सब आप आसानी से लिख सकते हैं एकमात्र स्थान जब हम वास्तव में प्राइमल से एक डुअल लिखते हैं एकमात्र स्थान जहां हमें सावधान रहना होगा संदर्भ समय 0919 क्या यह अच्छी तरह से इन असमानताओं का संकेत है जो हमारे पास चर की परिभाषा के साथ साथ है संख्याए पूर्ण है यह तालिका हमें बताती है कि संख्याए पूर्ण है यदि यहाँ पर प्राइमल 10 और 9 है तो ड्यूल में दाहिने हाथ में 10 और 9 होंगे यदि यहाँ पर प्राइमल में 21 और 24 हैं तो ड्युअल में 21 और 24 होंगे अगर प्राइमल में 3 3 4 3 है ड्यूल में 3 3 4 3 होंगे लेकिन साइन का क्या होता है साइन असमानताओं का संकेत देता है और यदि समीकरण हैं तो मैं क्या करूं इसलिए हमें एक सामान्य रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के ड्यूल को लिखने में सक्षम होना चाहिए इसलिए हमने एक और दृष्टांत के माध्यम से समझाया है यहाँ हम एक न्यूनतम समस्या को प्राइमल मानते हैं इसलिए यह समस्या एक न्यूनतम समस्या है जो कि प्राइमल है और इस समस्या के तीन चर और चार अवरोध हैं अब हमारे पास चर और बाधाओं की एक असमान संख्या है हमने पहले ही देखा है कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एक अधिकतम समस्या या न्यूनतम समस्या हो सकती है इसलिए यह एक न्यूनतम समस्या है हम पहले से ही अपने पहले के फॉर्मूले में देख चुके हैं कि बाधाए समीकरण हो सकती हैं वह अधिक या इसके बराबर हो सकती है वह कम या इसके बराबर हो सकती है लेकिन अब तक हमारे सभी योगों में हमने केवल ऐसे चर देखे हैं जो की अधिक या उसके बराबर हैं हमने अन्य दो प्रकार के चर नहीं देखे हैं इसलिए कुछ स्थितियों में कम से कम फॉर्मूलेशन करते समय हम कुछ चरों के लिए उससे कम या बराबर के होने का प्रावधान देते हैं इसलिए इस सूत्रीकरण में हमने अब X3 को परिवर्तनशील के बराबर या उससे कम माना है अब हमने यह भी कहा है कि X2 अप्रतिबंधित है इसलिए एक चर अप्रतिबंधित है यदि यह सकारात्मक मान या 0 मान या नकारात्मक मान ले सकता है चित्रण के लिए यदि X2 किसी वस्तु को खरीदने और बेचने से लाभ या शुद्ध लाभ का प्रतिनिधित्व करता है तो शुद्ध लाभ सकारात्मक या 0 या नकारात्मक हो सकता है तो एक अप्रतिबंधित चर का प्रतिनिधित्व करने का एक अच्छा तरीका दो चर के बीच का अंतर है जैसा कि मैंने समझाया शुद्ध लाभ बेचने और खरीदने के बीच का अंतर है इसलिए एक अप्रतिबंधित चर को दो चर के अंतर से बदल दिया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस प्राइमल को आगे लिखते हैं हम यह भी मानते हैं कि पहले के उदाहरण में हम एक ऐसे प्राइमल के लिए डुअल लिखने में सक्षम थे जिसका अधिकतमकरण ऑबजेकटिव है सभी प्रकार की बाधाओ में कम या बराबर और सभी चर अधिक या इसके बराबर प्रकार के है अब यहां हमारे पास एक न्यूनतमकरण है और हम जानते हैं कि हम इसे 1 से गुणा करके अधिकतम में बदल सकते हैं जो हम करेंगे लेकिन फिर हमारे पास बाधाओं का मिश्रण और चर का मिश्रित सेट है इसलिए अब हमें सभी चरों को अधिक या बराबर और सभी बाधाओं को कम या बराबर करने के लिए लाना है इसलिए हम पहले चरों पर विचार करते हैं अब X1 0 से अधिक या उसके बराबर है ठीक है अप्रतिबंधित चर को अब दो चरों के अंतर से प्रतिस्थापित या रिप्लेस किया जाता है जिसे हम X4 और X5 कहते हैं तो X2 यह X4 X5 बन जाता है और X3 जो कि कम या बराबर चर अब X6 द्वारा बदल दिया गया है ताकि X6 ≥ 0 हो अब हम देखते हैं कि इस परिवर्तन का क्या प्रभाव है इसलिए परिवर्तन का प्रभाव यहां है अब सभी चर ≥ 0 हो गए हैं क्योंकि X2 यह X4 X5 बन गया है और X3 बन गया है X6 ताकि X6 ≥ 0 और क्योंकि X3 को X6 से बदल दिया गया है अब आप देखें कि 4X3 यह 4X6 8X3 यह 8X6 बन गया है और इत्यादि तो ये सभी गुणांक नकारात्मक हो गए हैं और यह भी नकारात्मक हो गया है X2 X4 X5 द्वारा प्रतिस्थापित एक अप्रतिबंधित चर है इसलिए 5X2 यह 5X4 5X5 बन जाएगा 2X2 यह 2X4 2X5 बन जाएगा 5X2 यह 5X4 5X5 और ऐसे ही इसलिए यहां परिवर्तन पर कब्जा कर लिया गया है समस्या न्यूनतम समस्या बनी हुई है लेकिन चूंकि अप्रतिबंधित चर को दो चर के अंतर के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है अब हमारे पास चार चर हैं जो X1 X4 X5 और X6 हैं लेकिन उनमें से सभी चार 0 से अधिक या बराबर हैं और इसलिए अब हम इसे एक रूप में लाए हैं जहां सभी चर 0 से अधिक या बराबर हैं अगली चीज़ जो हमें करनी है उसे एक ऐसे रूप में लाना है जहाँ सभी बाधाएँ कम या बराबर हैं अब यह बाधा पहले से ही कम या बराबर है इसलिए यह बाधा ठीक हैं अब यह बाधा अधिक या बराबर बाधा है और इसे कम या बराबर करने के लिए एक आसान तरीका है बाएं हाथ की तरफ और दाहिने हाथ को 1 से गुणा करना इसी तरह हम इसे बाएं हाथ की ओर और दाहिने हाथ की ओर से गुणा कर सकते हैं यह बाधा कम या बराबर हो जाएगी अब समीकरण एक मुश्किल स्थिति में है तो अब समीकरण को दो बाधाओं के रूप में लिखा जाएगा उदाहरण के लिए 4X1 2X4 2X5 8X6 12 को 4X1 2X4 2X5 8X6 ≥ 12 और 4X1 2X4 2X5 8X6 ≤ 12 लिखा जा सकता है तोइसे दो बाधाओं के रूप में लिखा जाएगा एक 12 से अधिक या बराबर के साथ दूसरा 12 से कम या बराबर के साथ अब 12 बाधाओं को कम या बराबर हम इसे वैसे ही रखेंगे 12 बाधाओं के अधिक और बराबर हम फिर से 1 के साथ गुणा करेंगे ताकि यह कम या बराबर हो जाए अब हम इन सभी परिवर्तनों का प्रभाव देखते हैं तो अब हमारे पास यह है अब हमने क्या किया है तीसरा अवरोध 8X1 5X4 5X5 4X6 10 यहाँ रखा गया है इसलिए इसे यहां रखा गया है इस बाधा के साथ कोई समस्या नहीं है अब यह बाधा से अधिक या बराबर है इसलिए 1 से गुणा करें इसलिए यदि आपको एक से कम या इसके बराबर मिलता है 9 बदलकर 9 हो जाता हैं तो आप देखेंगे कि ये सभी गुणांक नकारात्मक हो गए हैं क्रमशः इसी तरह नकारात्मक सकारात्मक हो गए हैं अब यह एक से बड़ा या बराबर है हमने एक ही काम किया 3X1 7X4 इसलिए 1 के साथ गुणा करना उसके बराबर या उससे कम हो जाता है दाहिने हाथ की ओर 7 हो जाता है यह 9 बदलकर 9 हो जाता है क्योंकि हम 1 और इसी के साथ गुणा कर रहे हैं समीकरण को दो अवरोधों 4X1 2X2 2X5 8X6 ≤ 12 के रूप में लिखा गया है जो कि यहाँ है और यही बात 12 से अधिक या बराबर है अब यह एक 1 के साथ गुणा किया जाता है 12 से कम या बराबर पाने के लिए और गुणांक को बदल दिया जाता है तो अब इस चीज को करके हमने जो सुनिश्चित किया है वह यह है और हमने जो किया है हमने इसे 1 से गुणा करके न्यूनतमकरण को अधिकतम करने के लिए बदल दिया है इसलिए यह अधिकतमकरण है तो अब हम मूल समस्या को एक अधिकतम समस्या में लाए हैं अब यह मूल प्राइमल अब अधिकतमकरण समस्या में बना है जहाँ सभी चर अधिक या बराबर प्रकार के हैं और सभी बाधाएँ कम या बराबर प्रकार की हैं सभी बाधाएँ कम या बराबर प्रकार की हैं अब इस प्रक्रिया में हमने एक और चर पेश किया क्योंकि अप्रतिबंधित चर ने दूसरे चर को जन्म दिया और हमने एक और बाधा का परिचय दिया क्योंकि यहां समीकरण को दो अलग अलग बाधाओं के रूप में लिखा गया था तो मूल समस्या में चार बाधाएँ थीं अब संशोधित समस्या में पाँच बाधाएँ हैं मूल समस्या के तीन चर थे संशोधित समस्या के चार चर हैं लेकिन हमने अब इसे एक रूप में लिखा है जहां हम डुअल लिख सकते हैं तो यह अभी भी प्राइमल है लेकिन यह एक संशोधित प्राइमल है अब हम इस के डुअल को लिख सकते हैं अब इस प्राइमल में पाँच अवरोध हैं इसलिए डुअल में Y1 से Y5 तक पाँच चर होंगे इस प्राइमल के चार चर हैं डुअल में चार अवरोध होंगे अब डुअल में 0 से अधिक या बराबर के सभी चर होंगे और सभी बाधाएं अधिक या बराबर प्रकार की होंगी इसलिए हम इस के डुअल को लिख सकते हैं इसलिए यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह नई प्राइमल है मैंने यहाँ भी यही समस्या लिखी है अब हम इस के डुअल को लिख सकते हैं अब डुअल मे चर पांच बाधाओं के लिए Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 होंगे अब चूंकि नया प्राइमल अधिकतम है इसलिए नया डुअल न्यूनतम होगा अब ड्यूल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू प्राइमल का राइट हैंड साइड होगा इसलिए 12X1 12X2 9X3 10X4 7Y5 Y1 से Y5 तक डुअल चर हैं इसलिए डुअल को छोटा करना होगा 12Y1 12Y2 9Y3 10Y4 7Y5 जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं अब हम एक बार में एक चर लेते हैं 4Y1 4Y2 7Y3 8Y4 3Y5 ≥ 8 होगा जो यहां लिखा गया है इसी तरह वे सभी यहां लिखे गए हैं इसलिए यह अब डुअल है अब इस डुअल में चार बाधाएँ और पाँच चर हैं लेकिन यदि आप मूल समस्या पर वापस जाते हैं तो मूल समस्या के तीन चर और चार अवरोध थे इसलिए इस डुअल में तीन अवरोध और चार चर होने चाहिए इसलिए हम अब इस डुअल को एक रूप में कम करते हैं जहां इसकी तीन बाधाएं और चार चर हैं हमें ऐसा करने की आवश्यकता है अब हम यहाँ करते हैं मैंने वही समस्या लिखी है तो यह वही है जो हमारे पास डुअल है अब हमें कुछ चीजें करने की जरूरत है अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों बाधाए ध्यान से देखते हैं यदि आप इस अवरोध को 1 से गुणा करते हैं तो हमें 2Y1 2Y2 5Y3 5Y4 7Y5 ≤ 5 मिलेगा इसलिए यह 5 से कम या बराबर और 5 से अधिक या 5 के बराबर यह हमें एक समीकरण देगा इसलिए हम वो करें अब यह यहाँ हुआ है इसलिए हम ऐसा करते हैं जो यहाँ हुआ है अब हम यह भी महसूस करते हैं कि हम हम यहाँ निरीक्षण करते हैं यदि हम देखते हैं तो यह लिखा गया है इसलिए यहाँ Y6 0 से कम या बराबर है इसलिए हम चर को देखते हैं हम इस चर Y4 को देखते हैं पहली चीज़ जो हम करते हैं वह है दाहिने हाथ की तरफ का मान इसलिए इसे 1 के साथ गुणा करें अब यह एक समीकरण बन गया है तो यह 5 होगा इसमें 4 होंगे इसे 1 के साथ गुणा करें इसलिए जब हम इसे 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें यह मिलता है अब ये सभी मान बदल गए हैं इसे 1 8 5 और 4 के साथ गुणा करें अब पिछले पर वापस जाएं अब जब हम इसे 1 के साथ गुणा करते हैं तो हमें 8 यहाँ मिलेगा और यह 5 भी 5बन जाएगा और यह - 4 भी है तो चर Y4 के लिए सभी गुणांक नकारात्मक हैं तो अब Y4 को Y6 से बदल दें ताकि Y6 ≤ 0 हो जाए अब यहाँ दिखाया गया है अब सभी तीन बाधाओं में 8 5 और 4 हैं और अब हमें पता चलता है कि Y4 को 6 के साथ बदल दिया गया है इसलिए Y6 ≤ 0 और मान मान बन गए हैं अब क्या होता है हमारे यहाँ तीन बाधाएँ हैं और हमारे पास पाँच चर हैं और हमें अब पता चलता है कि 4Y1 4Y2 2Y1 2Y2 8Y1 8Y2 तो Y1 Y2 अब एक और चर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो अप्रतिबंधित है इसलिए हम ऐसा करते हैं इसके बाद हम इसे Y7 कहते हैं तो 4Y7 7Y3 8Y6 3Y5 4Y1 4Y2 4Y7 हो जाता है Y7 अप्रतिबंधित हो जाता है अब यह न्यूनतमकरण अब एक अधिकतमकरण में बदल गया है जो कि आखिरी चीज है जिसे हमें करने की आवश्यकता है इसलिए अब हम इन सभी के लिए 12Y7 9Y3 10Y6 7Y5 को अधिकतम करते हैं इसलिए हमने अब दी गई समस्या के लिए डुअल लिख दी है दी गई समस्या न्यूनतम थी डुअल अधिकतम है अब हम देखते हैं कि मूल समस्या के तीन चर थे डुअल में तीन अवरोध थे मूल समस्या के चार अवरोध थे डुअल के चार चर थे हम अगली कक्षा में इस प्राइमल डुअल रिलेशनशिप के कुछ और पहलुओं को देखेंगे